पिछले ट्यूटोरियल में हमने अर्थमैटिक ऑपरेशंस लूप फ़ाइल हैंडलिंग डेटा स्ट्रक्चर्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए बुनियादी पायथन प्रोग्रामिंग अवधारणाओं इत्यादि को समझा हमने एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक इंस्टॉलेशन स्थापित करने के लिए स्टेप भी दिखाए हैं इसके साथ ही हमने उदाहरण के लिए कुछ एनएलपी अवधारणाओं को दिखाया है कि किस तरह से बाईग्राम जैसी संभावना की गणना की जाती हैकैसे एक स्मूथिंग जोड़ी जाती है और 2 प्रसिद्ध स्पेलिंग करेक्शन एल्गोरिदम का उपयोग करके स्पेलिंग कैसे सही की जाती हैं हम इस ट्यूटोरियल में क्या करने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में मैं एनएलटीके के संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत करूँगा एनएलटीके नेचुरल लैंग्वेज और प्रोसेसिंग टास्क के लिए एक पाइथन टूलकिट है हम एनएलटीके का उपयोग बड़े कॉर्पस और विश्लेषण के लिए करेंगे और कैसे अनुभवजन्य नुकसान की कल्पना कर सकते हैं अंत में मैं आपको पॉज़ टैगिंग का एक संक्षिप्त परिचय भी दूंगा लेकिन इससे पहले कि आप इस ट्यूटोरियल के लिए प्रोग्रामिंग शुरू करेंआपको एनाकोंडा नेविगेटर से एनएलटीके इंस्टॉल करना होगा एनएलटीके इंस्टॉल होने के बादआपको Punkt Tokenizer औसत परसेप्शन टैगर मॉडल स्टेप से और ब्राउन कॉर्पस से corpora tab कॉर्पोरा टैब को इंस्टॉल और डाउनलोड करना होगा एनएलटीके और इंस्टॉलेशन भाग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं मुझे लगता है कि आप इन सभी निर्भरताओं को सफलतापूर्वक स्थापित कर सकते हैं तो हम कोडिंग पार्ट पर जाते हैं तो इस ट्यूटोरियल को 2 पाइथन नोट बुक में विभाजित किया गया हैपहली नोट बुक में मैं आपको एनएलटीके का संक्षिप्त परिचय दूंगा और हम एनएलटीके का उपयोग करके बड़े कॉर्पस को कैसे प्रोसेस कर सकते हैंएक सहज उपयोग के मामले में हमने ब्राउन कॉर्पस का उपयोग किया है तो ब्राउन कॉरपस एक बहुत पुरानी अंग्रेजी कॉर्पस है जिसमें 500 पाठ दस्तावेज़ों से 11 मिलियन टोकन शामिल हैं इन सभी टेक्स्ट दस्तावेजों को 15 श्रेणियों में विभाजित किया गया है ब्राउन कॉर्पस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं या NLTK में विभिन्न भाषाओं में कई अन्य कॉर्पोरा हैं तो आप उन कॉर्पोरा के बारे में विवरण दूसरी लिंक पर भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए पहले हम एनवायरनमेंट को स्थापित करते हैं इसलिए सबसे पहले हमें एनएलटीके को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है इसलिए एनएलटीके इंपोर्ट करने का मतलब है कि हम एनएलटीके के सभी निर्भरता को लोड करने जा रहे हैं जो एनएलटीके का उपयोग कर रहे हैं दूसरी पंक्ति में हम NLTK कॉर्पस का उपयोग करके ब्राउन कॉर्पस का इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इसे चलाते हैं अब हमारा इनिशियल सेट अप हो चुका है हमारी लाइब्रेरी और ब्राउन कॉर्पस को पाइथन नोट बुक में लोड किया जाता है अब पहला सवाल यह है कि ब्राउन कॉर्पस में कौन से टोकन मौजूद हैं इसलिएब्राउन कॉर्पस का कोष एक बहुत बड़ा कोष है जिसमें 11 मिलियन टोकन होते हैं लेकिन वे टोकन क्या हैं ब्राउन डॉट शब्द फ़ंक्शन आपको उन शब्दों या टोकन की सूची देगा जो ब्राउन कॉर्पस में मौजूद हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं टोकन सूची नामक सूची में इन सभी टोकनों को संग्रहीत कर रहा हूँ और फिर उस सूची को प्रिंट कर रहा हूँ इसलिए अगर मैं यह कर रहा हूं तो मुझे फुल्टन काउंटी ग्रैंड जूरी वगैरह के रूप में आउटपुट मिल रहा है ये ब्राउन कॉर्पस से पहले 5 या पहले 6 टोकन हैं अब अगला सवाल यह है कि ब्राउन कॉर्पस का आकार क्या है ब्राउन कॉर्पस का आकार प्राप्त करने के लिए हमें बस टोकन सूची की लंबाई की आवश्यकता है इसलिए मैं ब्राउन कॉर्पस की लंबाई पाने के लिए पाइथन के लेन फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा हूं इसलिए मैं जो कर रहा हूं वह लंबाई टोकन सूची है जो टोकन सूची की लंबाई को प्रिंट करेगा और वह भी ब्राउन कॉर्पस के आकार के बराबर है इसलिए अगर मैं इसे चलाता हूं तो मुझे यह मिलेगा कि टोकन की कुल गिनती लगभग 11 मिलियन टोकन है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि ब्राउन कॉर्पस को 15 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है तो उन श्रेणियों के नाम क्या हैं यदि मैं फ़ंक्शन ब्राउन डॉट श्रेणियां चलाता हूं तो यह विभिन्न श्रेणियों के नामों को सूचीबद्ध करेगा जो ब्रउन कॉर्पस में मौजूद हैं उदाहरण के लिए अगर मैं इसे चलाता हूं तो यह श्रेणी को एडवेंचर बेले लेट्रेस एडिटोरियल फिक्शनगवर्नमेंट हॉबीज ह्यूमर Learned lore mystery न्यूज़ रिलीजन रिव्यू रोमांस साइंस शिक्षण जैसे नाम देता है तो पहले की तरह हम एक बहुत ही समान प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे साहसिक श्रेणी में मौजूद टोकन कौन से हैं जिन्हें एक विशेष श्रेणी दी जाती है जो टोकन मौजूद हैं फिर से हम उसी फ़ंक्शन का उपयोग करेंगे जो पहले ब्राउन डॉट शब्द हैं लेकिन इस बार इस फ़ंक्शन का पैरामीटर श्रेणी का नाम होगा उदाहरण के लिए एडवेंचर कैटेगरी के लिए पैरामीटर एडवेंचर श्रेणियां के बराबर होगा इसलिए आउटपुट टोकन की एक लिस्ट होगी और हम उस लिस्ट को एक एडवेंचर टोकन लिस्ट नामक एक वेरिएबल में संग्रहीत कर रहे हैं फिर हम एडवेंचर टोकन वेरिएबल लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं टोकन होंगे डॉन मॉर्गन टोल्ड हिमसेल्फ हि इत्यादि अब एडवेंचर कैटेगरी का आकार क्या है यह फिर से पूरे ब्राउन कॉर्पस के आकार के समान है मैं यहां फिर से एडवेंचर टोकन की लिस्ट की लंबाई का पता लगाऊंगा तो यह वही है जो मैंने पहले किया है मैंने पैरामीटर पर केवल लेन फ़ंक्शन का उपयोग किया है जो एडवेंचर टोकन लिस्ट है कृपया देखें कि यदि आप यहाँ 18 सेल की तरह नाम देखते हैं यह नाम वास्तव में टोकन हैं जो डॉन मॉर्गन हैं जो एक नाम है टोल्ड हिमसेल्फ हि ये सभी टोकन एक करैक्टर यू से पहले हैं तो यहाँ u का मतलब है कि ये सभी टोकन वास्तव में यूनिकोड के strings हैंये ASCII stringsनहीं हैंइसलिए अब तक हमें उन टोकनों की सूची मिली है जो ब्राउन कॉर्पस में मौजूद हैंहम यह भी जानते हैं कि ब्राउन कॉर्पस की विभिन्न श्रेणियां कौन सी है तब हम विभिन्न शब्दों को जान सकते हैं जो ब्राउन कॉर्पस में मौजूद हैं ब्राउन कॉर्पस की विभिन्न श्रेणियां और अंत में प्रत्येक श्रेणी की लंबाई या आकार को भी जान सकते हैं अब सवाल यह है कि ब्राउन कॉर्पस में कितने अनोखे टोकन मौजूद हैं इसके लिए हम सेट फ़ंक्शन का उपयोग कर रहे हैं जो कि पायथन लाइब्रेरी का एक हिस्सा है तो सेट फ़ंक्शन क्या है सेट फ़ंक्शन वास्तव में एक लिस्ट को एक सेट में बदल देता है जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेट में सभी तत्व यूनिक होते हैं इसलिए मैं सबसे पहले उस टोकन सूची को एक सेट में टाइप कास्ट करूँगा इसलिए सेट में यूनीक तत्व होंगे और फिर मुझे उस सेट की लंबाई मिल जाएगी इसलिए अगर मैं इसे चलाता हूं तो मुझे 56000 के आसपास सेट साइज मिलेगा जिसका ब्राउन वोकैबुलरीज मे 56000 आकार है तो ये टोकन की अनूठी संख्या है जो ब्राउन कॉर्पस में मौजूद हैं कृपया ध्यान दें कि यहां मैंने किसी भी टोकन को लोअर केस में परिवर्तित नहीं किया है तो कृपया अगर आप इन टोकन को लोअर केस में बदलना चाहते हैं तो कुल शब्दावली का आकार और भी कम होगा अब हम टीटीआर की गणना कर सकते हैं अब यदि आपको याद है कि व्याख्यान के पहले सप्ताह में टीटीआर पर चर्चा की गई थी टीटीआर कुल तत्वों की संख्या पर यूनीक तत्वों की संख्या का अनुपात है इसलिए यहां हमने केवल यूनीकतत्वों या टोकनों की संख्या की गणना की है और हमने यहां टोकन की कुल संख्या की गणना की है आइए हम टीटीआर की गणना करते हैं तो यहाँ TTR का मूल्य 00482 है जिसका अर्थ है कि प्रत्येक टोकन औसतन 21 बार कॉर्पस में मौजूद होता है इसलिए अब तक हमने कोई टोकन वार विश्लेषण नहीं किया है इसका मतलब है हम नहीं जानते कि कॉर्पस में प्रत्येक टोकन कितनी बार दिखाई देता है यह कॉर्पस में दिखाई दे सकता है या हम श्रेणी के बारे में भी बात कर सकते हैं जैसे कि प्रत्येक टोकन किसी विशेष श्रेणी में कितनी बार दिखाई देता है यह जानने के लिए कि हमने यहां एनएलटीके फ़ंक्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया है और इस फ़ंक्शन का पैरामीटर टोकन सूची है तो टोकन सूची यदि आपको याद है कि वास्तव में ब्राउन कॉर्पस में मौजूद टोकन की सूची है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं टोकेन की सूची को पास कर रहा हूँ जो कि ब्राउन कॉर्पस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में मौजूद है जो एनएलटीके का एक हिस्सा है यह फंक्शन डिक्शनरी के टोकन की संख्या बताते हैं इसलिए डिक्शनरी के टोकन की गणना में टोकन का नाम कुंजी होगी और उसका मूल्य टोकन की कोरपस में संख्या होती है तो अब हमारे पास टोकन गणना में जानकारी है कि कोरपस में कितनी बार एक विशेष टोकन आया है तो क्या हम कॉर्पस में सबसे फ्रिक्वेंट टोकन प्राप्त कर सकते हैं हां हम सबसे सामान्य फ़ंक्शन का उपयोग कर सकते हैं जो एनएलटीके का एक हिस्सा है हम क्या करने जा रहे हैं अगर हम टोकन काउंट डॉट सबसे आम 15 लिखते हैं तो यह टोकन काउंट डिक्शनरी से 50 सबसे आम टोकन निकालता है इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह सबसे पहले फ्रिक्वेंट 50 टोकन की सूची को प्रिंट करता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे लगातार टोकन आ रहा है by फिर comma फिर full stop फिर of और to a इत्यादि इसलिए यहां अधिकांश शब्द लगभग सभी शब्द हैं यहां फ़ंक्शन शब्द हैं तो यह हमारे ज्ञान के लिए है कि फंक्शनल शब्द किसी भी कॉर्पस में अधिकांश शब्द हैं अब हम चाहते थे कि इन 50 फ्रिक्वेंट टोकन का cumulative आकार क्या है यही कारण है कि हम इन 50 फ्रिक्वेंट टोकन के योग का पूरे brown corpus कॉर्पस के आकार से तुलना करना चाहते हैं इसलिए मैंने इसके लिए एक प्लॉट फ़ंक्शन का उपयोग किया है मैं यहां 50 सबसे फ्रिक्वेंट टोकन और cumulative गणना को प्लॉट कर रहा हूं जो कि x axis पर हमारे पास टोकन है और वाई axis पर हमारे पास cumulative टोकन गणना है तो हम उसी से शुरू करते हैं और फिर आगे से हम पिछले टोकन संख्या को जोड़ते हैं और हमें cumulative मूल्य मिलता है यहां मुख्य अवलोकन यह है कि इन 50 टोकन का आकार ब्राउन के कॉर्पस के आकार का लगभग आधा है ये टोकन ब्राउन कॉर्पस के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं अंत में विश्लेषण भाग में हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि टोकन गणना की फ्रीक्वेंसी कैसे भिन्न होती है और क्या यह पावर लौ का पालन करता है जो हम पूछना चाहते थे कि फ्रीक्वेंसी 1 के साथ टोकन की संख्या क्या है फ्रीक्वेंसी 2 और इतने पर टोकन की संख्या क्या है इसके लिए हम एक डिक्शनरी को इनिशियलाइज़ करते हैं जिसका नाम काउंटफ्रेक है तो काउंटफ्रेक टोकन काउंट्स की आवृत्ति को स्टोर करेगा जो कि एक टोकन काउंट होगा और मूल्य उस विशेष टोकन के साथ इस तरह के टोकन की संख्या होगी जो हम फ्रिक्वेंसी की गिनती के लिए टोकन काउंट डिक्शनरी में टाइप करते हैं इसलिए हम जो करने जा रहे हैं वह प्रत्येक टोकन काउंट के लिए है मैंने इसे टोकन काउंट माना है और काउंट फ़्रीक्वेंसी डिक्शनरी में उस टोकन काउंट का मूल्य बढ़ाएंगे तो मैंने यहां अकाउंट फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को प्रिंट किया है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बड़ी संख्या में टोकन की संख्या को उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिंट करता है यह कहता है कि वहाँ लगभग 25000 टोकन मौजूद हैं जिनकी सिर्फ 1 फ्रीक्वेंसी है इसी तरह लगभग 8159 टोकन मौजूद हैं जो दो बार कॉर ब्राउन कॉरपस में पाए जाते हैं और इसी तरह अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर सकते हैं हां हम मेटप्लॉटलिब का उपयोग करके इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट कर सकते हैं मेटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए पाइथन में एक बहुत ही उपयोगी टूल है मैं यहां जो भी कर रहा हूँ वह x एक्सिस पर है मैंने टोकन काउंट को y एक्सिस पर संग्रहीत किया है मैं उस विशेष टोकन गणना के साथ टोकन की संख्या संग्रहीत कर रहा हूं तो मैं बस x y को प्लॉट कर रहा हूं और इस प्लॉट के लिए हमने लॉग स्केल पर x और y एक्सिस को स्केल किया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बहुत प्रसिद्ध पावर लॉ है और यह उस पावर लॉग को टी लॉग देता है तो x एक्सिस पर हमारे पास टोकन काउंट है y एक्सिस पर हमारे पास टोकन काउंट की फ्रीक्वेंसी है तो यह वास्तव में ट्यूटोरियल का हमारा पहला भाग है जो एनएलटीके का उपयोग करके कॉर्पस का विश्लेषण है अधिक जानकारी के लिए आप स्लाइड में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और किसी भी इंस्टॉलेशन क्वेरी के लिए भी आप उसी नाम पर सवाल कर सकते हैं अब ट्यूटोरियल के दूसरे भाग में चलते हैं जो पॉज़ टैगिंग के लिए एक मूल परिचय है इसलिए सबसे पहले मैं यहां क्या कर रहा हूं मैंने एक एनएलटीके इंपोर्ट किया है तो चलिए पहले NLTK को इंपोर्ट करते हैं जो दूसरे ट्यूटोरियल के लिए बुनियादी आवश्यकता है इस एनएलटीके ने एक वाक्य दीया है जिसे हम पॉज टैगिंग कर सकते हैं तो यहाँ वाक्य पॉज टैगिंग पर एक बुनियादी ट्यूटोरियल है सबसे पहले हम इस वाक्य को टोकेनाइज करेंगे और फिर हम इसे पॉज़ टैगर को पास करेंगे तो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं NLTK डॉट वर्ड टोकेनाइज कर रहे हैं तो शब्द टोकेनाइज NLTK का फंक्शन है जो वाक्य को टोकन देगा और टोकेनाइज वाक्य पॉज़ टैगर को पास किया जाएगा तो टोकेनाइज वाक्य को एक टोकेनाइजसेट वेरिएबल में संग्रहीत किया जाता है और हमने टोकेनाइजसेट वेरिएबल प्रिंट किया है तो टोकेनाइजसेट में नौ टोकन शामिल हैं अब हम सीधे टोकन टैग फ़ंक्शन में टोकेनाइजसेट सीधे पास करते हैं जो वास्तव में एनएलटीके का पॉज टैगर है और हमने आउटपुट प्रिंट किया है तो पॉज़ टैगर ने टोकेनाइजसेट लिस्ट को पॉज़ टैग किया है तो हम परिणाम देखते हैं तो this यहाँ निर्धारक है here तीसरा व्यक्ति एकवचन है a फिर से निर्धारक है basic बुनियादी विशेषण है ट्यूटोरियल अब एकवचन है on preposition है is उचित संज्ञा है सिंगुलर टैगिंग एकवचन संज्ञा है और फिर हमारे पास पीरियड है इसलिए यहां हमने एक उदाहरण दिया है लेकिन हम ब्राउन कॉरपस के लिए भी ऐसा कर सकते हैं सबसे पहले आइए हम ब्राउन कॉर्पस को इंपोर्ट करें इसलिए हमने ब्राउन कॉर्पस इंपोर्ट किया है जैसा कि हमने एनएलटीके डॉट कॉर्पस इंपोर्ट ब्राउन से पहले कहा है कि अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं ब्राउन कॉर्पस से वाक्य कैसे प्राप्त करें तो ब्राउन डॉट वाक्य वास्तव में आपको ब्राउन कॉर्पस से टोकन वाक्य देता है इसलिए यदि मैं ब्राउन डॉट सेंट लिखता हूं और हम प्रिंट करते हैं तो वाक्यों को प्राप्त करते हैं इसलिए पहला वाक्य "फुलटोन काउंटी ग्रैंड ज्यूरी सेड फ्राइडे एंन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अटलांटास रीसेंट प्राइमरी इलेक्शन प्रोड्यूस्ड नो एविडेंस एनी इरेगुलेरिटी टुक प्लेस " और वाक्य समाप्त हो गया इसी तरह हमारे पास अन्य वाक्य और वाक्य हैं संदर्भ समय 1750 तो हम सीधे प्रत्येक वाक्य को पॉज़ टैग फ़ंक्शन में पास करते हैं और हमें पॉज़ टैग किए गए आउटपुट मिलते हैं इसलिए हमने ब्राउन कॉरपस का पहला वाक्य पॉज़ टैगर में पारित किया है और हमें इसका परिणाम मिला है इसलिए इसके साथ मैं ट्यूटोरियल को समाप्त करना चाहूंगा और अगले ट्यूटोरियल में हम एनएलटीके की कुछ और उन्नत तकनीकों के बारे में बात करेंगे